इस कक्षा में हम 2 और फाल्ट सिमुलेशन एल्गोरिदम पर चर्चा करेंगे जिन्हें डिडक्टिव और कनकरंट कहा जाता है अब वैचारिक रूप से वे इसी अर्थ में समान हैं कि ये विधियाँ एक साथ एक ही समय में सभी फॉल्ट्स को सिमुलेट करने की कोशिश करती हैं टेस्ट वैक्टर एक के बाद एक लागू होते हैं लेकिन जिस तरह से वे काम करते हैं वे फॉल्ट्स को अलग अलग तरीके से संभालते हैं तो आइए हम इन विधियों को एक एक करके देखें तो जिस पहली विधि पर हम चर्चा करते हैं उसे डिडक्टिव फॉल्ट सिमुलेशन कहा जाता है अब देखें कि इन विधियों में बहुत दिलचस्प विशेषताएं हैं यह कहता है कि हम सर्किट के माध्यम से एक एकल पास बनाते हैं और उस एकल पास में हम सभी फॉल्ट्स का पता लगाते हैं जो एक टेस्ट वेक्टर द्वारा पता लगाए जाते हैं जिसका अर्थ है कि यह कुछ इस तरह है हम कहते हैं कि मैंने सर्किट दिया है मैं एक विशेष टेस्ट वेक्टर लागू करता हूं हम Ti कहते हैं मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि मैं सर्किट में गेट्स को केवल एक पास से स्कैन करता हूं मैं आउटपुट का वैल्यूांकन करता हूं और मैं तुरंत Ti द्वारा ज्ञात सभी फॉल्ट्स को निर्धारित कर सकता हूं यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है इसलिए मैं किसी भी तरह से सभी फॉल्ट्स को सिम्युलेट कर रहा हूं तो अगर कहते हैं कि 100 टेस्ट वैक्टर हैं तो मुझे ये प्रक्रिया 100 बार करनी होगी तो एक और दिलचस्प बात यह है कि यह विधि इवेंट ड्रिवइन मोड में काम करती है जैसे किसी घटना की अवधारणा है इसलिए किसी विशेष गेट के लिए यदि कोई घटना नहीं होती है तो हम गेट का वैल्यूांकन या प्रक्रिया बिल्कुल नहीं करते हैं हम कहते हैं कि यह टेस्ट वैक्टर ों में किया जाता है मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि मैंने पहला टेस्ट वेक्टर T1 लागू किया है मैंने अपने सर्किट को संसाधित किया है मैंने पाया फॉल्ट्स का पता लगा लिया है अब मैं दूसरे टेस्ट वेक्टर T2 को लागू करता हूं पिछले एक के संबंध में मैं उस डेटा स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं करता हूं जिसे आपने पहले ही T1 के साथ बनाया था अब मैं दूसरा टेस्ट वेक्टर लागू करता हूं और मैं केवल आवश्यकता होने पर उन डेटा स्ट्रक्चर में परिवर्तन करता हूं मुझे सभी गेट्स का वैल्यूांकन करने की आवश्यकता नहीं है मुझे पता है कि कौन से गेट्स म इवेंट्स घटित हो रहे हैं मैं केवल अपने सर्किट के हिस्से के लिए उन गेट्स में कुछ संशोधन करता हूं जहां कोई घटना नहीं हो रही है मैं अंतिम टेस्ट वेक्टर T1 की तुलना में डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी तरह के बदलाव नहीं करता हूं यह एक टेस्ट वेक्टर के साथ जारी रहता है दूसरे के बाद T2 के बाद T3 और फिर T4 आता है इसलिए औसतन यह बहुत तेजी से चलता है तो अवधारणा यह है कि सर्किट में प्रत्येक पंक्ति के लिए हम एक फॉल्ट लिस्ट को जोड़ते हैं इसलिए हम अगली स्लाइड में फॉल्ट लिस्ट को परिभाषित करेंगे शुरू में सभी लाइनों के लिए फॉल्ट की लिस्ट सिमुलेशन प्रोसीड के रूप में खाली है यह फॉल्ट लिस्ट कुछ जानकारी से आबाद हो जाती है और वे गतिशील रूप से बदलते हैं जैसा कि हम टेस्ट वैक्टर के साथ सिम्युलेट करते हैं एक के बाद एक अन्य और जैसा कि मैंने कहा कि हम सिमुलेशन की एक प्रक्रिया पर जानकारी को नष्ट नहीं करते हैं हम इसे बनाए रखते हैं अगले टेस्ट वेक्टर को लागू करते हैं और केवल जहां आवश्यक हो संशोधन करते हैं यह एक तरीका है जिससे हम प्रक्रिया को गति दे सकते हैं आइए देखते हैं कि अब फॉल्ट की लिस्ट क्या है फॉल्ट लिस्ट का वास्तव में क्या मतलब है फॉल्ट लिस्ट Lk जो कि विशेष लाइन k के साथ जुड़ा हुआ है फॉल्ट लिस्ट है फॉल्ट्स का समूह जो लाइन k के लॉजिक मान को बदलता है वह क्या कहता है जो फ़ॉल्ट फ़्री सर्किट मे लाइन के की वैल्यू का कारण बनता है N फ़ॉल्ट फ़्री सर्किट और फ़ॉल्ट सर्किट Nf को अलग करने के लिए निरूपित करते हैं यह विचार है आइए हम एक उदाहरण लेते हैं इसका उदाहरण देने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं मेरा यहाँ एक गेट हैAND गेट है आइए हम कहें कि एक OR गेट है मान लीजिए कि हम किसी विशेष इनपुट वेक्टर के साथ सिमुलेशन कर रहे हैं तो हम 1 0 और 0 कहते हैं कि इनपुट्स A B और C हैं यह D है इसलिए हम लाइन D में रुचि रखते हैं बाद में मैं एक पूर्ण उदाहरण दिखाऊंगा इसलिए जब मैं लाइन D की फोल्ट लिस्ट के बारे में बात करता हूं तो DD देखें यह 1 0 है इसलिए D 0 का फाल्टमुक्त वैल्यू और आउटपुट का ल्टमुक्त वैल्यू का भी है हमें बताएं F भी 0 है अब LD इसमें सभी फॉल्ट्स का सेट शामिल होगा जो लाइन D के वैल्यू को बदल देगा इसका मतलब है यह 0 था वैल्यू 1 में बदल जाएगा इसलिए इस उदाहरण में देखते हैं कि फाल्ट क्या हैं जो मानों को 1 में बदल सकते हैं देखें 1 फाल्ट B 1 में पर स्टक हो सकती है पिछले वक्र में यदि B 1 है तो इनपुट 1 है और केवल यह रेखा 1 होगी इसलिए ऐसी फाल्ट B स्टक 1 पर होगी और अन्य स्पष्ट फाल्ट D 1 पर स्टक होगी तो ये 2 फाल्ट हैं तो फाल्ट लिस्ट इस तरह दिखेगी फाल्ट लिस्ट में सभी फाल्ट शामिल होंगे जो फाल्ट मुक्त संस्करण के संबंध में इस विशेष लाइन D की वैल्यू को बदल देंगे फाल्ट मुक्त वैल्यू 0 है तो क्या फाल्ट हैं जो इसे 1 में बदल देंगे इसलिए एक प्रक्रिया है जिसे मैं दिखाऊंगा वर्णन करूंगा हम सभी लाइनों के लिए फाल्ट की लिस्ट की व्यवस्थित रूप से गणना कर सकते हैं इसलिए एक बार जब हम प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो प्राथमिक आउटपुट के लिए फाल्ट की लिस्ट क्या होगी मान लीजिए कि आपने प्राथमिक आउटपुट की फाल्ट लिस्ट की गणना की है तो यह आपको बताएगा कि कौन से फाल्ट हैं जो प्राथमिक आउटपुट के वैल्यू को बदल देंगे जिसका वास्तव में मतलब है कि वे कौन से फाल्ट हैं जो वर्तमान वेक्टर द्वारा ज्ञात किए जा रहे हैं जो केवल आउटपुट को फाल्ट से मुक्त 1 के संबंध में बदल देगा तो इसमें 2 इंटरलेव्ड चरण शामिल हैं किसी दिए गए वेक्टर के साथ सही वैल्यू या फाल्ट मुक्त सिमुलेशन है और हम समवर्ती रूप से फाल्ट सूचियों की गणना कर रहे हैं तो कुछ सरल सेट सिद्धांत हैं मैं निराशाजनक होगा जिसके उपयोग से आप फाल्ट सूचियों की गणना कर सकते हैं इन घटनाओं के बारे में बात करने के बाद हम कुछ उदाहरण लेते हैं जैसा कि मैंने कहा अब फॉल्ट सूचियों को एक इवेंट संचालित फैशन में गणना की जाती है फाल्ट लिस्ट प्रोपागेट जो उदाहरण मैंने अभी यहां दिखाया था एक फाल्ट B 1 पर स्टक थी जो इनपुट पक्ष से आउटपुट पक्ष तक प्रोपागेटड हुई है लेकिन D एक स्थानीय फाल्ट थी इसलिए फाल्ट लिस्ट के प्रसार प्रोपेगेशन की एक अवधारणा है जैसा कि मैं इनपुट से आउटपुट की ओर जाता हूं फाल्ट की लिस्ट व्यवस्थित रूप से प्रोपागेटड है इसलिए प्रत्येक गेट के लिए हम आउटपुट लाइन की फाल्ट लिस्ट की गणना करते हैं और हम इस गेट का इवैल्यूएशन केवल तब करते हैं जब निम्न में से कोई एक घटना घटती है क्या घटनाएं हैं पहली घटना कहती है कि गेट की इनपुट लाइनों में से एक ने अपनी लॉजिक स्टेट को बदल दिया है इसे लॉजिक इवेंट कहा जाता है इसलिए मैं एक के बाद एक टेस्ट वैक्टर लगा रहा हूं आइए हम T 1 में कहते जहां हैं कि इनपुट 1 0 में है T2उ समें 1 1 बन जाता है इसलिए मैं कहता हूं कि एक लॉजिक इवेंट है लिस्ट इवेंट का मतलब हो सकता है कि इनपुट वैल्यू में बदलाव नहीं हुआ है लेकिन इनपुट फॉल्ट सूचियों में से एक को संशोधित किया गया है जब इनपुट लाइनों में से एक या अधिक के लिए फाल्ट लिस्ट बदल जाती है इस पर निर्भर करते हुए अगर कोई इवेंट है जो हम आउटपुट की फाल्ट लिस्ट की गणना या गणना करते हैं अगर कोई इवेंट नहीं है तो हम बस उस गेट को छोड़ सकते हैं अभिकलन के नियम इनपुट वैल्यूों पर निर्भर करेंगे जैसे मैं कुछ उदाहरणों के साथ दिखाऊंगा पहला उदाहरण हम एक AND गेट लेते हैं 2 इनपुट AND गेट 1 1 इनपुट के साथ आउटपुट भी 0 है 1 आउटपुट 1 भी है तो आइए हम इस गेट के संबंध में कहने की कोशिश करते हैं इस A B को प्राथमिक इनपुट की आवश्यकता नहीं है A कुछ अन्य सब सर्किट से आ रहा है B कुछ अन्य सब सर्किट से आ रहा है तो LA उन सभी फॉल्ट्स को इंगित करेगा जो A के वैल्यू को बदलते हैं 0 के लिए परिवर्तन का अर्थ 0 है और LB उन सभी फॉल्ट्स को सूचित करेगा जो B के मान को बदलते हैं इसका अर्थ 0 है ये AND गेट हैं इसलिए आउटपुट किन परिस्थितियों में बदलेंगे दोनों इनपुट 1 1 हैं इसलिए यदि इनपुट में से कम से कम एक इनपुट 0 या दोनों हो जाता है तो आउटपुट बदल जाएगा इसलिए हम इसे LA यूनियन LB थेओरेटिक ऑपरेशन्स के रूप में निरूपित करते हैं तो या तो A के परिवर्तन या B परिवर्तन से आउटपुट 0 होगा बेशक 0 पर स्टक आउटपुट एक स्पष्ट फाल्ट होगा यह LZ भी होगा यह एक NAND गेट लेता है यदि आउटपुट 0 यहाँ एक ही चीज़ है तो यह LA Union LB Union Z 1 पर स्टक हो जाएगा क्योंकि अब फाल्ट मुक्त वैल्यू 0 है यह थोड़ा अधिक जटिल मामला है आप एक 0 1 इनपुट्स के साथ 2 इनपुट AND गेट लेते हैं और आउटपुट 0 है अब मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किन परिस्थितियों में आउटपुट वैल्यू 1 में बदल सकती है मैं बता सकता हूं कि आउटपुट 1 होगा यहां मेरा मतलब है जाहिर है सिर्फ 1 पर स्टक की परिस्थिति में या यह 0 से 1 मे जब बदलता है और B नहीं बदलता है B को 1 पर रहना चाहिए इसका मतलब है दोनों 1 1 है यह मैं इस तरह निरूपित करता हूं LA का अर्थ है A परिवर्तन और इंटरसेक्शन LB बार B नहीं बदलता है अब सेट थेओरेटिक नोटेशन में यदि आप वेन आरेख खींचते हैं तो आप आसानी से यह साबित कर सकते हैं कि LA इंटरसेक्शन LB बार LA माइनस LB के अलावा और कुछ नहीं है अंतर सेट करें आप LA से सभी फॉल्ट्स को बाहर निकालते हैं जो LB में आम हैं इसलिए यदि आपके पास इस तरह की स्थिति है तो LA वह रेखा है जहां आप परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं माइनस LB वह रेखा जहां कोई परिवर्तन नहीं है तो अगर एक और लाइन C है C भी 1 पर है तो यह LA माइनस LB माइनस LC होना चाहिए इसका मतलब है कि B और C दोनों नहीं बदल रहे हैं तो इनपुट के आधार पर आपके नियम अलग अलग होंगे क्योंकि समान AND गेट लेकिन नियम अलग अलग सही हैं यह इनपुट पर निर्भर करेगा यदि यह A 1 और B 0 है जो LB माइनस LA होगा तो इस पद्धति का लाभ यह है कि सभी फॉल्ट्स को सिंगल पास में एक साथ संभाला जाता है और इसलिए यह पैरेलल फाल्ट सिमुलेशन की तुलना में तेज है लेकिन नुकसान यह है कि फाल्ट की सूचियां अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती हैं इसलिए मेमोरी की आवश्यकताएं आम तौर पर बहुत अधिक होती हैं और कंप्यूटिंग के संदर्भ में सेट थ्योरिटिक नियम भी थोड़ा मुश्किल होता है और सेट थ्योरिटिक नियम कई ब्लॉक के लिए संभव हैं हम कहते हैं चलो एक मल्टीप्लेक्सर की तरह एक और ब्लॉक लेते हैं मैं कहूंगा कि आप दिखाते हैं कि यह कैसे अधिक कठिन है तो आप एक MUX जैसे सरल ब्लॉक के लिए सेट थ्योरिटिक नियम को भी निर्धारित कर सकते हैं आइए ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां आपकी चयन रेखा 0 है पहला इनपुट और दूसरा इनपुट दोनों 1 1 हैं और इसलिए आउटपुट 1 है यह 0 है A0 चयनित है यह 1 है तो यह F किस स्थिति में 0 होगा पहली शर्त है LA 0 लाइन पर एक इवेंट है इसका मतलब है A0 1 था यह 0 हो जाता है या एक और शर्त है कि LS में एक घटना है जिसका अर्थ है S 1 हो जाता है जिसका अर्थ है A1 का चयन करना और A1 में भी एक घटना है A1 भी 0 बन रहा है तो यह 0 भी प्रोपागेट करेगा और निश्चित रूप से यूनियन अप 0 पर स्टक है तो आप देख सकते हैं कि जैसे ब्लॉक अधिक जटिल हो जाते हैं आपके पास एक नियम हो सकता है लेकिन नियम अधिक से अधिक जटिल हो सकते हैं लेकिन हमें एक उदाहरण पर काम करने दें आइए देखते हैं आइए हम एक उदाहरण लेते हैं मान लें कि हमारे पास एक NAND गेट है हमारे पास एक OR गेट AND गेट और दूसरा NOR गेट है हम कहते हैं कि 5 इनपुट A B C D E हैं आइए हम पंक्तियों को कुछ नाम F G H देते हैं हम कहते हैं कि आउटपुट Z है मान लें कि हम कुछ इनपुट वेक्टर लागू करते हैं आइए हम कहते हैं 0 1 0 1 और 0 तो जहां यह 0 1 है आउटपुट क्या होगा NAND गेट का यह 1 है OR गेट का भी 1 है AND गेट 1 1 है 1 1 0 NOR गेट 0 है तो इस वैल्यूज के साथ आइए हम इस पहले टेस्ट वेक्टर या पहले टेस्ट वेक्टर T1 के लिए फाल्ट लिस्ट की गणना करने का प्रयास करें T1 है 0 1 0 1 0 तो हम इनपुट पक्ष से शुरू करते हैं देखें कि LA एक प्राथमिक इनपुट है A एक प्राथमिक इनपुट है इसलिए LA में केवल A के वैल्यू को बदलने के साथ केवल वे फाल्ट होंगे जिसका अर्थ है कि A 1 पर स्टक है इसी तरह LB B होगा 1 पर इसलिए B 0 पर स्टक है LC होगा C 1 पर स्टक और LD होगा D 0 पर स्टक और L E होगा E 1 पर ई स्टक ये प्राथमिक इनपुट फाल्ट हैं अब हम अन्य रेखाओं की फाल्ट लिस्ट को कम करने के लिए उन नियमों का उपयोग करते हैं आइए हम F पर नजर डालते हैं आप देखते हैं F एक NAND गेट है इनपुट्स 0 1 हैं आउटपुट 1 है तो आउटपुट 0 कैसे बन सकता है इस A को 1 में बदलना है लेकिन B को बदलना नहीं चाहिए जिसका मतलब LA माइनस LB है यूनियन F 0 पर स्टक हुआ है अगर आप LA माइनस एLB करते हैं तो यह कुछ भी सामान्य नहीं है केवल A 1 पर स्टक हुआ है तो यह सेट 1 पर स्टक और F 0 पर स्टक है इसी तरह हमें L G करते हैं यह इनपुट 1 1 के साथ एक OR गेट है आउटपुट 1 है इसलिए यहां आउटपुट फिर से 0 होगा अगर D बदलता है तो लेकिन C नहीं बदलता है तो यह LD माइनस LC यूनियन G 0 पर स्टक है तो LD माइनस LC कितनी है यहां कॉमन कुछ भी नहीं है फिर से केवल D 0 पर स्टक है और G 0 पर स्टक है तब H आता है LH हम इस AND गेट को देखते हैं दोनों इनपुट 1 और 1 हैं इसलिए यदि कोई उनमें से कोई भी परिवर्तन करता है तो आउटपुट बदल जाएगा तो यह LF यूनियन LG यूनियन फाल्ट आउटपुट मे H 0 पर स्टक होगा यह LF है और यह LG है तो आप यूनियन को लें यह कुछ भी कॉमन नहीं है तो A1 F0 D0 G0 और H0 यह LH होगा और अंत में आप LZ LZ की गणना करते हैं यह एक NOR गेट 1 0 है इसलिए यह आउटपुट 1 बना देगा H को बदलना होगा लेकिन E को बदलना नहीं चाहिए तो यह LH माइनस LE यूनियन Z 1 पर स्टक जाएगा इसलिए LH माइनस LE कुछ भी कॉमन नहीं है तो यह रहता है और यह 1 और 1 पर स्टक इसलिए हमने आउटपुट लाइन Z के लिए फाल्ट की लिस्ट प्राप्त की है आप देखते हैं कि यहां 6 फाल्ट हैं अच्छा तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि इन सभी 6 फॉल्ट्स के लिए आउटपुट वैल्यू Z 0 से 1 में बदल जाएगा जिसका अर्थ है कि यह टेस्ट वेक्टर T1 6 फॉल्ट्स का पता लगा सकता है और ये 6 फाल्ट हैं अब मान लेते हैं कि हम एक दूसरे टेस्ट वेक्टर को लागू करते हैं जहां हम बिट्स में से एक में बदलाव करते हैं तो हम कहते हैं कि अगला यह 1 1 0 1 0 है केवल A परिवर्तन करेगा इसलिए मैं केवल आरेख में प्रासंगिक परिवर्तन दिखा रहा हूं यह 1 में बदलता है यह एक NAND गेट है यह 1 1 हो जाता है तो F भी 0 में बदल जाता है AND गेट 0 और 1 यह भी 0 हो जाता है 0 0 यह 1 हो जाता है तो आप इस विशेष गेट या लाइन C D B C D E G के लिए देखते हैं कोई इवेंट नहीं है न तो कोई लॉजिक इवेंट न ही कोई लिस्ट इवेंट इसलिए मुझे इनका फिर से मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमें कुछ लाइनों का पुन मूल्यांकन करना होगा मैं सिर्फ उन पंक्तियों को दिखा रहा हूं इसलिए मैं इसे यहां साइड में दिखा रहा हूं इसलिए मुझे LA का पुन मूल्यांकन करने की आवश्यकता है अब A 1 है इसलिए LA होगा A 0 पर स्टक यह परिवर्तन है इसलिए पुरानी लिस्ट हटा दिया है अब इस NAND गेट में 1 1 इनपुट है इसलिए आउटपुट बदलने की शर्त LA यूनियन LB होगी तो LF को फिर से कंप्यूट किया गया है एक लिस्ट इवेंट हुई है लिस्ट ईवेंट LA को संशोधित किया गया है एक लॉजिक इवेंट भी है इनपुट में परिवर्तन की स्थिति है तो F को फिर फिर से कंप्यूट होना चाहिए तो LF होगा LA यूनियन LB यूनियन F 1 पर स्टक होगा आप LB देखते हैं आप पुराने वैल्यू पिछले वैल्यू लेते हैं तो LA अब 0 पर स्टक है LB आप अंतिम पिछला मान लेते हैं और F 1 पर स्टक है इसी तरह आप H की गणना करते हैं उसी तरह आप जारी रखते हैं तो आप LH के मान की गणना करते हैं अब इनपुट में 0 और 1 है AND गेट F बदलने पर आउटपुट बदल जाएगा लेकिन G नहीं बदलता है तो यह LF माइनस LG यूनियन H 1 पर स्टक होगा इसलिए आप इसी तरह गणना कर सकते हैं और अंत में जब आप Z पर आते हैं तो LZ 0 0 NOR होगा तो इसका मतलब है कि यदि कोई भी परिवर्तन करता है तो आउटपुट बदल जाएगा तो यह LH यूनियन LE यूनियन Z 0 पर स्टक होगा तो आप इसी तरह की गणना कर सकते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ आप फाल्ट लिस्ट में से कुछ की पुनः गणना कर रहे हैं A आप फिर से कंप्यूटिंग कर रहे हैं LF आप फिर से कंप्यूटिंग कर रहे हैं फिर LH आप फिर से कंप्यूटिंग कर रहे हैं LZ आप फिर से कंप्यूटिंग कर रहे हैं लेकिन उनमें से कुछ आप स्पर्श नहीं कर रहे हैं वे पिछले एक के समान ही हैं इसलिए यह इवेंट ड्रिवेन सिमुलेशन को दिखाता है तो आप पूरे सर्किट का सिमुलेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन हम केवल उन हिस्सों का सिमुलेशन कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता है तो चलिए हम अंतिम विधि पर चलते हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए कि एक फाल्ट सिमुलेशन है कॉन्करेंट फाल्ट सिमुलेशन अब कॉन्करेंट फाल्ट सिमुलेशन इस आधार पर आधारित है कि सिमुलेशन के दौरान अधिकांश फाल्ट पूर्ण सर्किट में अधिकांश मान नहीं बदलते हैं औसतन कुछ ही लाइनों के छोटे प्रतिशत वे लॉजिक वैल्यूज में बदलते हैं यह अवलोकन है इसलिए यहां पिछली विधि की तरह ही हम सभी फॉल्ट्स पर विचार करते हैं लेकिन हम देखेंगे हम यहां बहुत अधिक जानकारी बनाए रखते हैं हम न केवल फॉल्ट्स के बारे में जानकारी बनाए रखते हैं बल्कि गेट्स के इनपुट और आउटपुट वैल्यूों को भी बनाए रखते हैं इसलिए अनिवार्य रूप से हम सर्किट के फाल्ट मुक्त संस्करण और प्रत्येक फाल्ट पूर्ण संस्करण का कॉन्करेंट रूप से सिमुलेशन करते हैं इसीलिए इसे कॉन्करेंट फॉल्स सिमुलेशन कहा जाता है मैं इसे उदाहरण के साथ समझाऊं गा इसलिए हम अच्छे सर्किट का सिमुलेशन करते हैं और प्रत्येक फाल्ट पूर्ण सर्किट के लिए आप केवल उन लोगों को सिमुलेशन करते हैं जिनके लिए कम से कम एक इनपुट या आउटपुट मान N के संबंध में बदल रहे हैं इसलिए मैं एक उदाहरण की मदद से इसे दिखाता हूं आइए हम 2 इनपुट AND गेट को इनपुट 0 1 और 0 के साथ लेते हैं यहाँ भी हम फाल्ट लिस्ट को बनाए रखते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा फाल्ट लिस्ट का स्वरूप अधिक विस्तृत है हम न केवल फॉल्ट्स बल्कि इनपुट मानों और आउटपुट मान की भी जानकारी रखते हैं तो इस विशेष गेट के लिए आप a 0 है b 1 और c 0 देख रहे हैं तो ऐसे कौन से फाल्ट हैं जो कम से कम किसी चीज़ को बदल सकते हैं एक 1 पर स्टक है यह इनपुट बदल सकता है यदि यह फाल्ट होती है तो इनपुट 1 1 हो जाएगा और आउटपुट 1 होगा B 0 पर स्टक B 0 है इनपुट 0 0 होगा लेकिन आउटपुट नहीं करता है आप यहां भी देखते हैं कि आउटपुट नहीं बदलता है हम इसे फाल्ट की लिस्ट में रखते हैं और अंत में C 1 पर स्टक जहां इनपुट 0 1 है लेकिन आउटपुट 1 है अब कई पाठ्य पुस्तकों में यह वही जानकारी है जो इस तरह से एक सारणीबद्ध फैशन में दिखाई जाती है इसे इस तरह से दर्शाया जाता है जैसे कि यह फाल्ट मुक्त संस्करण है आपके गेट के और ये 3 फाल्ट पूर्ण संस्करण इस तरह दिखाए गए हैं तो आप उन्हें एक साथ सिम्युलेट कर रहे हैं आप फाल्ट मुक्त संस्करण के साथ साथ इन 3 फाल्ट पूर्ण संस्करणों का कर रहे हैं जो कि गेट के कम से कम 1 इनपुट या आउटपुट लाइनों को बदलते हैं यह विचार है अब यहाँ फाल्ट लिस्ट कैसे अपडेट की जाती है यदि निम्न स्थितियों में से एक और अधिक संतुष्ट हैं तो फाल्ट लिस्ट अपडेट की जाएगी सबसे पहले फाल्ट गेट के लिए स्थानीय है या कम से कम एक इनपुट या गेट के आउटपुट करेस्पॉन्डइंग फाल्ट मुक्त संस्करण में अलग है अब मैं एक उदाहरण की मदद से इसे समझाने की कोशिश करूंगा और शुरुआत में सभी लाइनें एक अनस्पेसिफाइड स्टेट X में सिमुलेशन प्रोसीड के रूप में होती हैं मान परिभाषित हो जाते हैं और फाल्ट सूचियां अपडेट हो जाती हैं तो इस पद्धति का लाभ आप यहां देख रहे हैं कोई जटिल सेट थेओरेटिक रूल नहीं हैं तो औसत पर यह तेजी से चलता है जैसे कि डिडक्टिव फॉल्ट सिमुलेशन है यहां हम गेट्स की देरी को भी शामिल कर सकते हैं लेकिन समस्या यह है कि यहां फाल्ट सूचियां कहीं अधिक विस्तृत हैं तो मेमोरी की आवश्यकता डिडक्टिव फॉल्ट सिमुलेशन की तुलना में अधिक है तो आपको संग्रहीत करने के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो आइए इसे एक उदाहरण की मदद से स्पष्ट करते हैं इसलिए हम यहां एक सरल उदाहरण लेते हैं आइए हम 3 गेटों से युक्त सर्किट लें इनपुट A B C और D हैं यह E F है और आउटपुट है तो यह एक NAND गेट है आउटपुट G है तो हमें गेट्स G1 G2 G3 का नाम दें अब एक अंतर है कि डिडक्टिव फॉल्ट सिमुलेशन के संबंध में क्योंकि पहले के मामले में हमने प्रत्येक लाइन के अनुरूप फॉल्ट लिस्ट को परिभाषित किया था लेकिन यहां हम गेट्स के लिए फॉल्ट लिस्ट को परिभाषित कर रहे हैं न कि लाइनों के लिए यह एक अंतर है तो चलिए इनपुट वैल्यू के साथ सर्किट को सिमुलेट करने का प्रयास करते हैं आइए हम कहते हैं 0 1 0 1 तो यह मान 0 है यह मान 1 है और यह मान 1 मैं आपको केवल 1 सिमुलेशन के लिए दिखा रहा हूं इस स्तर के स्तर के लिए आप गेट्स को संसाधित करते हैं पहले G1 को देखें मैं G1 के लिए विभिन्न गेट्स के लिए फाल्ट लिस्ट दिखा रहा हूं G1 के इनपुट्स 0 1 हैं आउटपुट 0 है तो फाल्ट लिस्ट में क्या होगा एक फाल्ट 1 पर स्टक होगी जिसके लिए इनपुट 1 1 होगा और आउटपुट भी 1 हो जाएगा दूसरी फाल्ट B 0 पर स्टक है इनपुट 0 0 है और आउटपुट 1 है और तीसरा 1 E 1 पर स्टक है तो इनपुट 0 1 है आउटपुट 1 होगा यह गेट G1 के लिए फाल्ट लिस्ट है इसी तरह गेट G2 के लिए फाल्ट की लिस्ट इस तरह होगी यह 0 1 1 है यह एक OR गेट है तो एक फाल्ट हो सकती है 1 लाइन C C 1 पर स्टक है इसलिए यह 1 1 होगा आउटपुट में कोई बदलाव नहीं होगा D 0 0 0 पर स्टक गया आउटपुट 0 हो जाएगा या F 0 पर स्टक जाएगा इनपुट है 0 1है लेकिन आउटपुट 0 है अब हम G3 पर आते हैं इसलिए यहां हम देखेंगे कि कैसे फाल्ट सूचियों को प्रोपागेट किया जाता है पहले हम लोकल फॉल्ट्स को देखें 0 1 और 1 तो फाल्ट E 1 पर स्टक हो जाएगी F 0 पर स्टक हो जाएगा और G 0 पर स्टक हो जाएगा यदि आपके पास 1 पर E स्टक गया है तो इनपुट 1 1 होगा NAND गेट आउटपुट 0 होगा F 0 0 स्टक आउटपुट 1 और यह 0 1 आउटपुट 0 होगा इसलिए मैं इसे अलग से दिखा रहा हूं क्योंकि ये लोकल फाल्ट हैं अब आप प्रोपागेटड फाल्ट पर आते हैं आप प्रोपागेटड फाल्ट देखते हैं जो मैं अलग अलग रंग से दिखा रहा हूँ आप यहाँ देखते हैं कि लाइन E पर एक इवेंट है कि यदि यह 0 1 में बदलता है इसलिए मैंने यहां लोकल फाल्ट पर विचार किया है लेकिन यह E 1 में बदल सकता है क्योंकि G1 में कुछ फाल्ट भी है जो आउटपुट को 1 में बदल देती है इसलिए G1 को देखें जहाँ भी यह 1 में बदलता है यह यहाँ और यहाँ सही है इन 2 को देखें फाल्ट तो ये 2 फाल्ट इस लिस्ट में जुड़ जाएंगे तो दोनों A 1 पर स्टक और E 1 पर स्टक हुए इस पहले इनपुट को 1 बना सकते हैं इसलिए यह इसे 1 1 बना सकता है यह E 1 पर स्टक भी इसे 1 1 बना सकता है इसलिए आउटपुट 0 होगा तो ये 2 फाल्ट ये G1 से प्रोपागेट किए गए हैं इसी तरह F को देखें तो हम पहले से ही F 0 पर स्टक इंसल्ट कर चुके हैं यहाँ पर लोकल फाल्ट है लेकिन F 0 हो सकता है क्योंकि G 2 में कुछ फाल्ट है जो कि यह है और यह है तो उन 2 फॉल्ट्स को भी जोड़ें D 0 पर स्टक हो गया और F 0 पर स्टक हो गया तो यह 0 0 हो जाएगा ये 2 फाल्ट G2 के हैं तो आप देखते हैं कि इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं आप आखिरकार फाल्ट लिस्ट की गणना कर सकते हैं इसलिए जब आप अंतिम गेट आउटपुट की फाल्ट लिस्ट में पहुंचते हैं तो आप जानते हैं कि फाल्ट मुक्त वैल्यू 1 है आप उन सभी फॉल्ट्स को देखते हैं जिनके लिए आउटपुट 0 के रूप में आ रहा है जैसे एक यह है एक यह है एक है यह और यह एक है तो आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह विशेष टेस्ट वेक्टर इन 4 फॉल्ट्स का सही पता लगाता है और जब दूसरे वैक्टर लागू होते हैं तो हम उस प्रक्रिया का पालन करते हैं जो कि डिडक्टिव फॉल्ट सिमुलेशन के समान है उसी तरह आप आगे बढ़ें उसी तरह आपने फाल्ट लिस्ट को संशोधित किया अगर कोई घटना नहीं है तो उसी तरह से बदलाव न करें इसलिए हमने वास्तव में फाल्ट सिमुलेशन के 2 तरीकों का वर्णन किया है जहां आपने देखा है कि हम सभी फॉल्ट्स को एक साथ सिमुलेट कर सकते हैं यह बहुत तेज़ है लेकिन स्मृति की आवश्यकता हमारे द्वारा बताए गए पहले के तरीकों से अधिक है इसलिए हमारे अगले व्याख्यान में हम टेस्ट की अन्य प्रक्रियाओं को देख रहे होंगे जैसे टेस्ट जनरेशन टेस्ट क्षमता के लिए डिजाइन आदि धन्यवाद